वस्तु उन्मुख विश्लेषण और डिजाइन के मॉड्यूल 26 में आपका स्वागत है हम UML आरेखों के बारे में चर्चा कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के आरेखों को पेश करते हैं हम पहले से ही use case आरेख के बारे में चर्चा कर चुके हैं अगला आरेख जो हम लेंगे वह class आरेख है जो संभवतः एक प्रणाली की प्रस्तुति में सबसे महत्वपूर्ण आरेखों में से एक है हम इस मॉड्यूल में class आरेखों पर चर्चा शुरू करेंगे और यह अगले दो मॉड्यूलों पर भी जाएगा इस मॉड्यूल में हम केवल यह निर्दिष्ट करते हैं कि एक class आरेख क्या है और वर्ग गुण और संचालन के मूल प्रतिनिधित्व पर चर्चा करता है हम उदाहरण भी लेंगे तो इससे पहले कि हम शुरू करें आइए हम जल्दी से class क्या है पर पुनर्कथन करें इसलिए हमने कक्षा और वस्तुओं की अवधारणा पर चर्चा की है इसलिए एक class सामान्य पदचिह्न या मौजूद वस्तुओं के सामान्य लेआउट का प्रतिनिधित्व करता है जो ठोस इकाई मौजूद है वह वस्तुएं हैं और हमने देखा है कि वर्गे जैसे संकाय के लिए है यह वस्तु इंस्टेंसेस हो सकता है और एक सार के रूप में class में अलग गुण या गुण होंगे जो इस class को परिभाषित करते हैं हमने पहले जटिल प्रणालियों के विहित रूप के बारे में भी चर्चा की है जहां हमने पाया कि एक प्रणाली को दो अलग अलग विचारों में देखा जा सकता है एक है IS A पदानुक्रम या सामान्यीकरण विशेषज्ञता दृश्य जो मुख्य रूप से class संरचना का प्रतिनिधित्व करता है हमने यह भी देखा है कि इसे पदानुक्रम के एक भाग के रूप में देखा जा सकता है जो कि HAS A संबंध है जो वस्तु संरचना का प्रतिनिधित्व करता है UML प्रतिनिधित्व में class आरेख अद्वितीय है क्योंकि यह हमें पदानुक्रम या पदानुक्रम के हिस्से और वस्तु संरचना के IS A पदानुक्रम को एक ही आरेख में एक साथ परिभाषित करने के लिए तंत्र प्रदान करता है तो हम इस पर एक नज़र डालेंगे कि यह कैसे किया जाता है मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि हमने देखा है कि software development lifecycle या SDLC के विभिन्न चरणों में अलग अलग UML आरेख शामिल होते हैं और शुरू से ही सही होते हैं जो आवश्यकताओं के चरण में होते हैंclass आरेख के साथ use case आरेख के साथ अंदर आओ और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू करें जब आप आवश्यकताओं के चरण में class आरेख के बारे में बात करते हैं तो यह अक्सर होता है कि गुण और संचालन गुणों और संचालन को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है पूरी तरह से पहचाना नहीं जा सका है यह अधिक हो सकता है कि हमारे पास अमूर्तता है एक class की अवधारणा जिसे हम पहचानने में सक्षम हैं और हम अभी भी तलाश कर रहे हैं शायद हमारे पास कुछ गुण और कुछ संचालन नहीं हैं लेकिन हम नहीं कर पाए हैं उस पूरी बात को पूरा करो इसलिए यहां कक्षाओं को डोमेन मॉडल के रूप में पहचाना जा रहा है क्योंकि हम डोमेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं यह वह जगह है जहाँ class आरेख use case आरेख का पूरक है अगले SDLC चरण में जो विश्लेषण चरण है हम उन class आरेखों का विश्लेषण करते हैं जिन्हें हमने पहले कैप्चर किया है उन्हें आगे परिष्कृत करने का प्रयास किया डोमेन मॉडल का प्रतिनिधित्व करना जारी रखा समस्या डोमेन का प्रतिनिधित्व करने वाली जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है और UML प्रतिनिधित्व का निर्माण करता है कई अन्य व्यवहार मॉडल के साथ समस्या जो हम बाद के चरणों में चर्चा करेंगे SDLC में आगे अगले चरण में डिज़ाइन चरण के बारे में बात की जाती है जिसे डिज़ाइन चरण कहा जाता है जहाँ हमने देखा है कि डिज़ाइन उच्च स्तरीय डिज़ाइन और निम्न स्तर के डिज़ाइन के संदर्भ में और विस्तृत है और संभवतः इस स्तर पर हम class आरेख का उपयोग कर रहे हैं class आरेख यहाँ है संरचनात्मक मॉडल और ये नए अतिरिक्त आरेख हैं जो इसमें आ रहे हैं अब डिजाइन चरण में class आरेख डोमेन मॉडल का एक और परिशोधन है और इसके अतिरिक्त आपके पास कार्यान्वयन कक्षाएं हो सकती हैं अब हम डिजाइन प्रक्रिया में हैं इसलिए हम इस के आउटपुट में हैं कि यह वास्तविक classes होंगी जो हम संभवतः C या JAVA में कोडिंग शुरू करेंगे और इसी तरह इसलिए यह संभावना है कि डोमेन मॉडल के अलावा हमारे पास डिज़ाइन में विशिष्ट वर्गे भी होंगी जो पूरे डिजाइन के कार्यान्वयन पहलुओं के बारे में बात करेंगी तो जैसा कि हम देखते हैं कि class आरेख इन सभी 3 चरणों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अन्य चरणों में भी इसकी आवश्यकता होगी लेकिन आमतौर पर class आरेख का विकास केवल इन कुछ चरणों तक सीमित रहेगा तो यह देखते हुए कि एक class आरेख एक UML संरचनात्मक आरेख है आपको याद होगा कि हमने structural आरेखों और behavioral आरेखों की बात की है class आरेख कक्षाओं और इंटरफेस के स्तर पर डिजाइन प्रणाली की बुनियादी संरचना के बारे में बात करता है इंटरफेस हम और अधिक बात करेंगे इंटरफेस उन कक्षाओं की तरह हैं जहां हम उन संपत्तियों का विवरण नहीं जानते हैं जो अंदर हैं लेकिन हम सिर्फ उन कार्यों को जानते हैं जिन्हें हम संतुष्ट करना चाहते हैं इंटरफेस विभिन्न विभिन्न class अवधारणाओं और इतने पर के सामान्यीकरण हो सकते हैं इसके अलावाclass आरेख सुविधाओं बाधाओं संबंधों को दिखाएगा यह सबसे महत्वपूर्ण है और हमने संघ और सामान्यीकरण निर्भरता आदि के संदर्भ में विभिन्न संबंधों के बारे में बात की है और हम देखेंगे कि इन सभी के संदर्भ में कैसे class आरेख का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है आमतौर परclass आरेख विभिन्न प्रकार के होते हैं उनमें से ज्यादातर या तो डोमेन मॉडल आरेख हैं जहां मूल रूप से मैं समस्या से डोमेन जानकारी कैप्चर कर रहा हूं जो कि आवश्यकताओं के साथ साथ विश्लेषण चरण में भी होगा और दूसरे प्रकार वे कार्यान्वयन कक्षाओं के आरेख हैं जो आगे बढ़ जाएंगे जैसे कि हम आगे बढ़ गए हैं विश्लेषण चरण से डिजाइन चरण तक इसलिए कार्यान्वयन class आरेख जो कार्यान्वयन कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं स्वाभाविक रूप से डोमेन मॉडल class आरेखों की तुलना में कहीं अधिक विवरण हैं अब इससे पहले कि हम वर्गो का प्रतिनिधित्व शुरू कर सकें हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि वर्ग की प्रमुख विशेषताएं इसमें शामिल हैं कि एक class में गैर स्थिर विशेषताएं होती हैं जहां व्यक्तिगत उदाहरण या वर्ग के प्रत्येक वस्तु उदाहरण में ये विशेषताएं होंगी इसलिए इन्हें गैर स्थिर विशेषताएं कहा जाता है हमारे पास स्थिर विशेषताएं हैं जहां कुछ विशेषताएं हैं कुछ विशेषता गुणया संचालन हो सकती है जो class की एक विशेषता है विशिष्ट वस्तुओं की नहीं उदाहरण के लिए यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास एक class के उदाहरणों की संख्या को परिभाषित करने के लिए एक गुण है जिसे हमने बनाया है तब यह गणना एक स्थिर विशेषता होगी क्योंकि प्रत्येक वस्तु की अलग गिनती नहीं होगी क्योंकि यह सिर्फ उन वस्तुओं में से एक है लेकिन एक class स्तर पर हमारे पास एक स्थिर गणना गुण होगा जो उन वर्गो की गिनती को रखेगा जो मायने रखता है जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया है तदनुसार हमारे पास ऑपरेशन भी हो सकते हैं जो स्थिर हैं उदाहरण के लिए ऑपरेशन जो वास्तव में इस गिनती को अपडेट करेगा जब एक वस्तु का निर्माण किया जाता है इसे तब अपडेट करेगा जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती है या जब आप जानना चाहते हैं कि किसी वर्ग की कितनी वस्तुएं मौजूद हैं और इसी तरह अन्य शब्दों में संरचनात्मक विशेषताएं या विशेषताएं हैं और वे व्यवहार की विशेषताएं या तरीके या संचालन हैं जो एक class को परिभाषित करने में शामिल होंगे अब नोटेशन पर आ रहे हैं एक class को आम तौर पर एक बंद आयत के संदर्भ में दर्शाया जाएगा जिसकी एक ठोस सीमा होती है और उसके बीच में उस सीमा के भीतरclass का नामclass का नाम होना चाहिए और वर्ग का नाम मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा जिसका पहला अक्षर बड़े अक्षर है जो एक बुनियादी कन्वेन्षन है इसलिए हम इस तरह से एक class नहीं लिखेंगे जहां पहला अक्षर बड़े अक्षर नहीं है यह ऐसा करने का सही तरीका है कुछ classes अमूर्त हो सकती हैं यदि यह एक class के सार है अगर एक class का सार है तो यह हो सकता है हम वर्गे के नाम के बाद घुंघराले धनुकोष्ठक के भीतर लिखेंगे कि यह अमूर्त होगा इसका मतलब यह है कि इस class के पास केवल एक अवधारणा है लेकिन इस बोध में हम वास्तव में कभी भी class को रोक नहीं पाएंगे और वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाएंगे वैकल्पिक रूप में सार वर्गो को इटैलिकाइज़्ड फ़ॉन्ट में class का नाम लिखकर भी दर्शाया जा सकता है अंत में एक class में वैकल्पिक डिब्बे हो सकते हैं यानी मेरे पास एक class है यह कहें कि यह class है वर्ग का नाम एक पुस्तक है मेरे पास आगे के कंपार्टमेंट हो सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए एक कंपार्टमेंट और ऑपरेशंस के लिए दूसरा कंपार्टमेंट लेकिन ये वैकल्पिक हैं मेरे पास दोनों हो सकते हैं मेरे पास उनमें से केवल एक हो सकता है मेरे पास आगे कोई कंपार्टमेंट नहीं हो सकता है अब गुणओ के विवरण में आने पर एक गुण लिखी जाती है इसलिए आमतौर पर आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि यह एक class है यह class का नाम है यह पहला वैकल्पिक कम्पार्टमेंट है जहाँ हमने गुण जारी किए हैं और हमें कहते हैं इस विशेष गुण के बारे में बात कर रहे हैं तो यह क्या है निश्चित रूप से यह भूमिका संख्या है एक गुण है जिसका एक गुण नाम है इसलिए गुण के नाम के बाद हम इस गुण के प्रकार से अलग करने के लिए एक कॉलन लगाते हैं तो string गुण का प्रकार है तो रोल नंबर कोलन string कहता है कि रोल नंबर टाइप string का है जहाँ यह माना जाता है कि string कुछ ऐसी है जो पहले से ही जानी जाती है अगर ऐसा नहीं है तो उसे भी इसका प्रतिनिधित्व करना होगा तो आप में से जो लोग C और Java से परिचित हो सकते हैं हम संबंधित जानकारी को C या Java क्लास में रखते हैं लेकिन यह सिर्फ इतना है कि हम उन्हें अलग क्रम में लिखते हैं हम पहले type नाम लिखते हैं और फिर हम variable नाम लिखते हैं यहां हम पहले गुण का नाम लिखते हैं और फिर हम उस प्रकार का डालते हैं जो उसका है तो यह यह हिस्सा है फिर इसे एक प्रतीक के साथ उपसर्ग किया जाता है जो प्लस हैश या माइनस में से एक हो सकता है उनका मतलब उस विशेष डेटा सदस्य की उस विशेष गुण की दृश्यता है यदि कोई गुण सार्वजनिक है तो इसका मतलब है कि कोई अन्य class सीधे उस गुण तक पहुंच सकता है यदि यह निजी है तो इसका मतलब है कि केवल उस विशिष्ट class का संचालन उस सदस्य तक पहुंच सकता है लेकिन कोई भी बाहरी class उस गुणतक नहीं पहुंच सकता है और अंत में अगर दृश्यता संरक्षित है तो हमारे पास इसके बीच में कुछ है यदि मेरे पास एक class है तो कर्मचारी कहें और अगर हमारे पास एक अन्य class का प्रबंधक है ताकि वे IS A पदानुक्रम से संबंधित हों तो प्रबंधक एक कर्मचारी होता है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रबंधक किसी कर्मचारी के सभी गुणों को संतुष्ट करता है लेकिन कुछ अतिरिक्त गुण हो सकता है कुछ अतिरिक्त संचालन हो सकता है यदि ऐसी विशेषज्ञता मौजूद है तो base क्लास में संरक्षित सदस्य के लिए derived क्लास या वह class जो base class को माहिर करता है इस संरक्षित सदस्यों तक पहुंच बना सकता है लेकिन अन्य class संरक्षित सदस्यों तक नहीं पहुंच सकते इसलिए संरक्षित दृश्यता हमें एक अलग तरह का एक्सेस प्रतिबंध बताता है जहां child class या विशेषज्ञता के लिए संरक्षित सदस्य सार्वजनिक होते हैं उन्हें संशोधित किया जा सकता है जबकि किसी भी अन्य class के लिए जो इस दिए गए class की विशेषज्ञता नहीं है संरक्षित सदस्य निजी की तरह हैं इसलिए जैसा कि हम उस गुण को परिभाषित करते हैं हम उस गुणकी दृश्यता को भी परिभाषित करते हैं तब हमारे पास एक वैकल्पिक योग्यता हो सकती है जो उस प्रकार के नाम का अनुसरण करती है जो उस गुणके बारे में कुछ विशिष्ट बातें कहते हैं उदाहरण के लिए यहां हम कह रहे हैं कि आपका रोल नंबर है शैली को घुंघराले ब्रेस के भीतर रखना है और ये अलग अलग क्वालीफायर हैं जो मैं कर सकता था इसलिए अगर मैं अनोखा कहूं तो इसका मतलब है कि इस class के सभी उदाहरणों में यह विशेष गुण हमेशा अलग अलग मूल्य लेगी या दूसरे शब्दों में मेरे पास दो छात्र नहीं हो सकते हैं हम छात्र class का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मेरे पास दो छात्र object जिसके रोल नो के मूल्य एक समान मुल्य के नही हो सकते इतने सारे संभव हैं मैं केवल कुछ पढ़ सकता हूं यदि मैं केवल कुछ पढ़ता हूं तो वह गुण केवल पढ़ी जा सकती है उसे बदला नहीं जा सकता है जो कुछ भी वस्तु के निर्माण के समय निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार रहेगा एक गुण शायद वैकल्पिक यदि कोई गुण वैकल्पिक है तो मेरे पास इसके लिए शून्य मान हो सकते हैं क्योंकि तत्काल वस्तुओं के समय एक विशिष्ट मूल्य होना आवश्यक नहीं है एक गुणस्थिर हो सकती है ताकि यह केवल class स्तर पर संचालित हो एक गुणका आदेश दिया जा सकता है कि मैं कह सकता हूं कि विभिन्न मूल्यों के भीतर एक निश्चित क्रम में होना होगा और इसी तरह तो यह कहने का अन्य तरीका है कि यदि कोई गुणस्थिर है तो उसे रेखांकित करने में भी सक्षम होना चाहिए इसलिए अगर हम इसे रेखांकित करते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि गुण स्थिर है अब गुण कई गुना हो सकती है यह महत्वपूर्ण है कि यह हो सकता है मैं उनमें से संख्या में हो सकता है उदाहरण के लिए यहां मेरे पास एक विषय है दृश्यता सार्वजनिक है प्रकार का विषय है जिसका अर्थ है कि कुछ अन्य class का विषय है इसलिए हम कह रहे हैं कि यह विषय गुण इस विषय का एक उदाहरण है लेकिन हमारे पास इसके अतिरिक्त क्या है एक डॉट डॉट स्टार एक डॉट डॉट स्टार यह बहुलता को परिभाषित करता है जो कहता है कि मेरे पास एक विषय हो सकता है मेरे पास दो विषय हो सकते हैं मेरे पास कई विषयों की मनमानी हो सकती है ज़ाहिर है एक से अधिक इसलिए हम यहां एक निश्चित संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं हम इस तरह एक सीमा निर्दिष्ट कर सकते हैं हम एक सीमा निर्दिष्ट कर सकते हैं जो कि सीमाबद्ध है और इसी तरह से आगे है तो यह बहुसंख्या का मूल भाव है निश्चित रूप से डिफ़ॉल्ट रूप से बहुलता एक है उदाहरण के लिए यहां कुछ भी नहीं लिखा गया है इसलिए बहुलता एक है इसलिए यहां केवल एक डेटा पार्ट प्रॉपर्टी है इसलिए यदि हम कुछ नहीं कहते हैं तो यह एक और निश्चित रूप से एक न्यूनतम मूल्य है जो आपके पास हो सकता है फिर इस तरह के कुछ गुणों को नाम से पहले आगे स्लैश के साथ लिखा जाता है तो आप कह रहे हैं इस फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि यह एक derived गुण है जिसका अर्थ है कि यह गुण अपने आप संग्रहीत नहीं होगी लेकिन कुछ ऑपरेशन होंगे जिसके माध्यम से जब भी मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूं तो इस गुणका मूल्य गणना किया जा सकता है यदि आप कारण देखने की कोशिश करते हैं तो हम कह रहे हैं कि यह गुण उम्र है कई अनुप्रयोगों के लिए मुझे यह जानना होगा कि किसी व्यक्ति की आयु छात्र की आयु क्या है निश्चित रूप से हम उम्र को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि निश्चित रूप से हर बीतते दिन के साथ उम्र संभावित रूप से बदल रही है इसलिए हम उस डेटा को अपडेट नहीं कर सकते तो इसके बजाय हम क्या करते हैं हम जन्म की तारीख को स्टोर करते हैं और हमारे पास संभवतः कुछ विधि होगी कुछ ऑपरेशन जैसे कि गणना की गई आयु जो इस derived गुणकी उम्र के साथ जुड़ी होगी ताकि जब भी हम आयु गुण तक पहुंचना चाहते हैं तो यह ऑपरेशन लागू किया जाएगा यह ऑपरेशन जन्म की तारीख से परामर्श करेगा आज की तारीख से परामर्श करेगा और उम्र की गणना करेगा और हमें मूल्य देगा तो वस्तु के दृश्य के संदर्भ में हम देखेंगे जैसे कि एक उम्र है लेकिन वास्तव में संग्रहीत नहीं है तो यह derived गुणकी अवधारणा है और हम डिजाइन में कई derived गुणों का उपयोग देखेंगे आगे बढ़ते हुए अगला जिसे हमें निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है वह निश्चित रूप से संचालन या विधियां हैं तो वे इस रूप में लिखते हैं कहते हैं कि प्रत्येक विधि का एक नाम और तथ्य है कि यह एक विधि है जो उस के बाद कोष्ठक की एक जोड़ी होने के द्वारा दिखाई जाती है इसे कोलोन द्वारा रिटर्न प्रकार से अलग किया जाता है तो यह कहता है यह होगा प्रमाण पत्र प्राप्त करना छात्र में एक method है और यह प्रमाणपत्र return देगा रिकॉर्ड उपस्थिति एक विधि है एक ऑपरेशन है और यह एक bool वापस करेगा इसलिए फिर से आप देख सकते हैं कि C या JAVA जैसी सामान्य वस्तु ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में यहाँ अभिव्यक्ति की शैली थोड़ी अलग है हम पहले विधि का नाम लिखते हैं और फिर हम रिटर्न प्रकार निर्दिष्ट करते हैं और रिटर्न प्रकार स्वयं वैकल्पिक होता है इसलिए मेरे पास एक ऐसी विधि हो सकती है जिसमें रिटर्न प्रकार नहीं होता है जिसका मूल रूप से मतलब यह है कि किसी भी मूल्य को वापस करने की उम्मीद नहीं है इसलिए यदि आप C के संदर्भ में सोचते हैं तो यह रिटर्न प्रकार शून्य के रूप में कोडित किया जाएगा विधियों में समान रूप से भिन्न दृश्य होते हैं और दृश्यता संकेतन विशेषता के समान होती है इसलिए वे सार्वजनिक संरक्षित या निजी हो सकते हैं तरीके अलग अलग क्वालिफायर द्वारा योग्य हो सकते हैं जैसे हम कह रहे हैं कि प्रमाणपत्र प्राप्त करें क्योंकि एक विधि अद्वितीय और योग्य द्वारा आदेशित है जिसका अर्थ है कि यह विधि उन परिणामों का उत्पादन करेगी जो कई प्रमाण पत्र हैं आप गुणकों के स्टार को देख सकते हैं जिसका अर्थ है किसी भी संख्या में प्रमाण पत्र शून्य या अधिक लेकिन यह क्या कहता है कि यह अद्वितीय है इसलिए यदि यह तीन प्रमाणपत्रों की सूची लौटाता है तो इन 3 प्रमाणपत्रों को विशिष्ट होना चाहिए उन्हें आदेश दिया जाता है इसलिए उनके बीच कुछ ऑर्डरिंग है उदाहरण के लिए ऑर्डरिंग शिक्षा का वह स्तर हो सकता है जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है 10 वीं कक्षा का प्रमाणपत्र 12 वीं कक्षा का प्रमाणपत्र स्नातक स्नातक प्रमाणपत्र और इत्यादि और ये विभिन्न प्रकार के क्वालिफायर हैं जो संभव हैं आदेश दिए गए हैं अद्वितीय सार अनुक्रमिक संरक्षित समवर्ती हैं ये अनुक्रमिक समवर्ती ये सिस्टम में संगामिति की देखभाल करने के लिए क्वालीफायर हैं ताकि ऐसी परिस्थितियां हों जहां एक विशेष ऑपरेशन एक समय में एक से अधिक वस्तु द्वारा लागू किया जाता है इसलिए यदि आप कहते हैं कि एक विधि समवर्ती है तो एक ही समय में कई वस्तुओं द्वारा इसे लागू करना संभव है लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह अनुक्रमिक है तो यह जरूरी है कि आपको एक करना होगा और फिर आप अगला कर सकते हैं यह संरक्षित किया जा सकता है ऑपरेशन को संरक्षित किया जा सकता है जहां इसका मतलब है कि ऑपरेशन में एक पूर्व शर्त है अर्थात मैं इस ऑपरेशन को किसी वस्तु से प्राप्त कर सकता हूं बशर्ते कि कुछ गार्ड की स्थिति संतुष्ट हो तो ये एक class के संचालन या तरीकों को निरूपित करने के विशिष्ट तरीके हैं इसलिए यदि हम सिर्फ अपने LMS उदाहरण का उल्लेख करते हैं इसलिए LMS जैसा कि हमने देखा है कि दो प्रमुख अमूर्त class कर्मचारी और अवकाश हैं विशेषज्ञता है जो हमने पहले देखी है हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम केवल अमूर्त वर्गो के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए कर्मचारी के नाम कर्मचारी आईडी लिंग वेतन शामिल होने की तारीख और इतने पर कई गुण हो सकते हैं और कई गतिविधियां भी होंगी जैसे कि उपस्थिति दर्ज करना अवकाश रद्द करना छुट्टी का अनुरोध करना और इत्यादि और हमने देखा है कि यह कैसे काम करता है इसे कैसे निकाला जा सकता है और यहां हम केवल उसके लिए एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मैं आपकी उपस्थिति इस ओर आकर्षित करूंगा उदाहरण के लिए छुट्टी के लिए हमारे पास कुछ होगा जिसे वैलिड कहा जाता है इसलिए यदि वैलिड सच है तो उस छुट्टी को संसाधित किया जा सकता है यदि यह गलत है तो उस छुट्टी को संसाधित नहीं किया जा सकता है स्वाभाविक रूप से हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि जब छुट्टी बनाई जाती है तो कोई इसके मूल्य के लिए मूल्य दर्ज कर रहा है लेकिन यह कुछ कार्यों से संबंधित होगा जो कहते हैं कि वैध अवकाश जो एक बूलियन का परिणाम हो सकता है जो तब सेट किया जाएगा जब मैं इस वैध गुणका उपयोग करने का प्रयास करता हूं इसलिए आप इस स्लैश को यहाँ देख सकते हैं जो कहता है कि वैलिड क्लास की एक derived गुण है मैंने यहां कुछ अन्य उदाहरणों को भी शामिल किया है जिन पर हम एक नज़र डाल सकते हैं उदाहरण के लिए यहां एक लाइब्रेरी डोमेन मॉडल है यह एक लाइब्रेरी की जानकारी को कैप्चर करने की कोशिश है तो एक पुस्तक class है जिसमें पुस्तक के नाम पुस्तक का विषय पुस्तक का प्रकाशक पुस्तक का ISBN नंबर आदि के सभी अलग अलग गुण हैं एक और क्लास बुक आइटम है इसलिए पुस्तक और पुस्तक आइटम के बीच का अंतर है इसलिए जब मैं कहता हूं कि हम Graham Gooch at all द्वारा वस्तु उन्मुख विश्लेषण और डिजाइन का पालन करने जा रहे हैं तो हम एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन फिर जब मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे एक विशिष्ट पुस्तक की आवश्यकता होती है जो मेरे पास है जब आप अध्ययन करेंगे तो आपके पास Gooch की पुस्तक की विशिष्ट प्रति होगी जो आपके पास है इसलिए यदि हम में से 5 की Gooch की पुस्तक की 5 प्रतियां हैं तो उन सभी को पुस्तक class के एक ही उदाहरण द्वारा दर्शाया जाएगा लेकिन इन प्रतियों में से प्रत्येक अलग हैं तो कुछ और जानकारी होगी जैसे कि बारकोड जो प्रत्येक कॉपी पर रिपोर्ट करेगा एक कॉपी को दूसरे से अलग करने के लिए इसमें RFID टैग आदि हो सकते हैं और चूंकि यह पुस्तक आइटम विशिष्ट प्रतियां पुस्तकालय से ऋण ले सकती हैं इसलिए निश्चित अवधि की तरह ऋण अवधि जैसे कुछ derived गुण होंगे इसलिए आप नियत तारीख को निर्दिष्ट नहीं करते हैं लेकिन आप जो भी रखते हैं वह संभवतः वह तारीख होती है जिस दिन पुस्तक जारी की गई होती है और आप इस बात की जानकारी रखते हैं कि पुस्तकालय द्वारा जारी किए जाने के लिए पुस्तकालय द्वारा अनुमति देने के लिए जारी किए जाने की अवधि क्या है कुछ विधि होगी जो नियत तारीख गुणकी गणना करेगी और मुझे वह तिथि देगी इसी तरह वहाँ हो सकता है इसलिए ये सभी अलग अलग derived गुण हैं जो हमारे पास हैं आप देख सकते हैं कि यह एक अर्थ में थोड़ा सा सरलीकृत मॉडल है क्योंकि हम डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए यह इस अलग विशेषताओं के लिए दृश्यता विनिर्देश नहीं दिखा रहा है क्योंकि यह सभी अलग अलग वर्गो को एक साथ प्राप्त करने के आधार पर तय किया जाएगा और जब हम वास्तविक कार्यान्वयन की ओर जाते हैं तो हम यह तय कर सकते हैं कि वे कौन से गुण हैं जिन्हें हम छिपाना चाहते हैं वे कौन से गुण हैं जो युवावस्था में उपलब्ध होने चाहिए और इसी तरह लेकिन यहाँ चूंकि हम सिर्फ उस डोमेन से कब्जा कर रहे हैं जो हमने अभी तक उस अभ्यास में नहीं किया है इसलिए आप दृश्यता विनिर्देश प्रतीकों को नहीं देखते हैं तो इसी तरह कई अन्य class भी हैं जैसे एक लेखक को परिभाषित करने वाला class जो एक नाम जीवनी है लेखक की जन्मतिथि पुस्तकालय अपने आप में एक class है जिसका एक नाम और एक पता है कि क्या यह कलकत्ता में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो IIT खड़गपुर और इसी तरह का एक केंद्रीय पुस्तकालय है इसलिए अगर यहां पुस्तकालय के उदाहरण आ सकते हैं तो लाइब्रेरियन एक और class हो सकता है जिसमें अलग अलग विशेषताएं हैं और इसी तरह तो इस तरह से आप पूरी तरह से बहुत सारी classes देख सकते हैं जो लाइब्रेरी डोमेन से कैप्चर की जाती हैं आप निश्चित रूप से बहुत से अन्य प्रतीकों को भी देखते हैं और जिनमें से कुछ हमने अलग अलग अवधारणाओं को पेश करते समय आकस्मिक रूप से बात की है लेकिन हम उन पर चर्चा करने आएंगे एक बार जब हम वास्तव में रिश्तों की बात करते हैं अंत में यह एक ही लाइब्रेरी डोमेन मॉडल है केवल एक चीज जो यहां प्रदान की गई है वह यह है कि वास्तविक मॉडल के अलावा आपके पास बहुत सारे एनोटेशन दिए गए हैं इसलिए ये एनोटेशन यह मूल रूप से आपकी समझ के लिए तैयार करने में आपकी मदद करेंगे ताकि यह निर्दिष्ट हो कि यह एक अमूर्त class है और आप देख सकते हैं आप कैसे जानते हैं कि यह एक सार class है क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक इटैलिकाइज़्ड रूप में लिखा गया है तो ये अलग अलग विशेषताएं हैं जैसा कि यहाँ पर चिह्नित किया गया है बाकी सामान जो आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं और उन तरीकों से परिचित हो सकते हैं जिन्हें class के आरेख में दर्शाया जा सकता है निष्कर्ष निकालने के लिए हमने class आरेख प्रस्तुत किया है हमने एक class में गुणों और संचालन का प्रतिनिधित्व दिखाया है और हमने कुछ उदाहरण दिखाए हैं अगले मॉड्यूल में वास्तव में अगले दो मॉड्यूल में हम उन वर्गो के बीच अलग अलग रिश्तों के बारे में बात करेंगे जो हमने पहले अध्ययन किए थे उन्हें class आरेख में कैसे प्रस्तुत किया जाए